सभी को नमस्कार इस व्याख्यान में हम जीआईएस में त्रुटियों और मानचित्र के प्रमुख तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं हालांकि ये दो अलग अलग विषय हैं लेकिन मैंने इसको जानबूझकर इस व्याख्यान में रखा है क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा कम से कम जीआईएस के क्षेत्र में कम होती है लोग त्रुटियों के बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण है त्रुटि जीआईएस में प्रसारित होती है और इसलिए जीआईएस का मूल उद्देश्य त्रुटियों से परिचय कराना नहीं है त्रुटियों को न्यूनतम रखना है इसके अलावा हमें त्रुटियों के स्रोतों पर भी गौर करने की आवश्यकता है और हम इन त्रुटियों को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं इसलिए हम उन्हें न्यूनतम पर रखते हैं और दूसरा एक छोटा सा विषय है जिस पर मैं इस व्याख्यान में चर्चा करने जा रहा हूं वह है मानचित्रों के प्रमुख तत्व जब भी हम मानचित्र तैयार करते हैं और हम कार्टोग्राफी या तत्वों की ओर नहीं देखते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के आधार पर लगभग हर मानचित्र में होना चाहिए इन प्रमुख तत्वों पर हम चर्चा करेंगे कि वे किस प्रकार के तत्व हैं और कैसे हैं उन्हें रखा जा सकता है जो इन तत्वों के महत्व को सक्षम करते हैं तो चलिए पहले जीआईएस में त्रुटियों के साथ शुरू करते हैं इससे पहले हमें 2 शब्दावलियों को समझने की आवश्यकता है और कभी कभी हम उनका उपयोग परस्पर विनिमय करते हैं कभी कभी हम उन्हें पर्यायवाची रूप से उपयोग करते हैं पहला शब्द है परिशुद्धि और दूसरा शब्द है सटीकता सटीकता आसानी से है समझ में आने वाली सटीकता एक सांख्यिकी शब्द या अवधारणा है जो विशेष वर्ग के माप की एक निश्चित सीमा के वास्तविक मान के भीतर होने की संभावना को बताती है जबकि परिशुद्धता माप के उस सबसे छोटी इकाई का विवरण है जिससे किसी डेटा को दर्ज किया जा सकता है सटीकता उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है कि वह किसी उपकरण या तकनीक का उपयोग करके कितना सही माप ले सकता है जबकि परिशुद्धता उपकरण पर निर्भर करती है उदाहरण के लिए आपके पास एक स्केल पर एक तरफ़ फ़ीट हो सकता है और तरफ इंच या सेंटीमीटर हो सकता है यदि आप यह देखते हैं कि एक इंच में 10 विभाजन हैं और आप एक इंच के सामने 25 सेंटीमीटर वहाँ मिल जाएगा इसका मतलब है आपके 25 मिलीमीटर या 25 विभाजन हैं यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कौनसी स्केल अधिक सटीक है जाहिर है आपका जवाब होगा सेंटीमीटर स्केल क्योंकि यह उपकरण पर निर्भर करता है कि वो लंबाई को इंच के बजाय मिलीमीटर या सेंटीमीटर स्केल का उपयोग कर रहा है क्योंकि इंच स्केल में समान दूरी के लिए केवल 10 विभाजन हैं जबकि सेंटीमीटर में यह 25 विभाजन हैं यही परिशुद्धि है इसी तरह स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन या कैमरे के मामले में स्थानिक रिज़ॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक सटीक होता है और डिजिटाइज़ेशन के मामले में परिशुद्धि के लिए हमें उच्च रिज़ॉल्यूशन स्क्रीन के लिए जाने की आवश्यकता है जबकि सटीकता उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है कि वह चीजों को कितनी सही तरह से मापता है और जैसा की आप जानते सरल भौतिकी प्रयोगों में कि हमें कुछ चीजों को मापने या प्रयोग को 5 बार करने के लिए कहा गया था और फिर हमने उसका औसत लिया था यह ऐसी ही संभावना है कि माप का एक विशेष समूह या यह 5 माप हो सकते हैं वास्तविक मूल्यों की निश्चित सीमा के भीतर हैं तो ये आपको कितनी सटीकता देगी लेकिन दुर्भाग्य से लोग इनका उपयोग पर्यायवाची या अन्योन्याश्रित रूप में कर रहे हैं जो ठीक नहीं है क्योंकि कुछ खास चीज़ों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है परिशुद्धि की तरह किया हम इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं एक बार अगर डेटा दर्ज किया गया है तो हम परिशुद्धि में सुधार नहीं कर सकते हैं लेकिन सटीकता में शायद सुधार किया जा सकता है या त्रुटियां को न्यूनतम रखा जा सकता है अन्य डेटासेट से लिए गए मानचित्र जो जीआईएस में उपयोग किए जाते हैं उन्हें माप से प्राप्त किया गया है और इसलिए अनिवार्य रूप से इसमें त्रुटियां होंगी चाहे वो बहुत छोटी हाई क्यूँ ना हों एक सर्वेक्षण मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्र और उन मानचित्रों में भी कुछ त्रुटियां हैं कुछ संगठन यह बताते हैं कि किस प्रकार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर त्रुटियां हैं और कुछ संगठन ऐसा नहीं करते हैं लेकिन अगर वे उल्लेख करते हैं कि आम तौर पर एक 50000 स्केल और स्थलाकृतिक मानचित्र में क्षैतिज त्रुटियां लगभग 30 मीटर हैं तो इसको आप शायद वास्तविकता में 30 त्रुटियों के भीतर देख रहे हैं वे 30 मीटर के दायरे में हो सकते हैं इसका मतलब है कि 30 मीटर ऊपर या नीचे अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जीआईएस में उपयोगकर्ताओं को मूल रूप से दो प्रकार की त्रुटियों को समझना होगा अंतर्निहित त्रुटि और परिचालन त्रुटि और उनके प्रसार अंतर्निहित त्रुटि के लिए यदि आपने किसी संगठन से डेटा खरीदा या अधोभारण किया है तो हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते हैं हम मानते हैं कि यह बहुत सटीक है लेकिन हो सकता है कि यह कुछ त्रुटियां हों बेहतर यह है कि यह जानकारी हो कि इसमें किस तरह की त्रुटियां हैं यह उन्हें जीआईएस उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्ध अंतर्निहित त्रुटियों या परिचालन त्रुटियों में डाल देगा उन चीजों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि त्रुटि जीआईएस में प्रसार करती है और यह वही है जिसका मैंने शुरुआत में भी उल्लेख किया है कि जीआईएस में त्रुटियां शायद सबसे कम समझ में आने वाला एक पहलू है और यही कारण है कि कई पुस्तकों में जीआईएस में त्रुटियों पर एक भी अध्याय नहीं मिलेगा तो यह सबसे कम समझा गया है और यह जीआईएस में सबसे कम चर्चित है और हमेशा त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है क्योंकि ये अंतर्निहित त्रुटियां है और सब कुछ एक जीआईएस उपयोगकर्ताओं या एक संगठन द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास डेटा प्राप्त करने के कुछ ही स्रोत हैं त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है हालांकि उन्हें न्यूनतम रखने या स्वीकार्य मान से नीचे रखने का प्रयास होना चाहिए हमें इस तरह से प्रबंध करना चाहिए कि त्रुटियां प्रसारित ना कर पाए यदि वे प्रवेश हमारे विश्लेषण में या सिस्टम में या डेटा में प्रवेश कर चुके हैं तो हमें उन्हें न्यूनतम रखना चाहिए लेकिन वो अंतर्निहित त्रुटियों और परिचालन त्रुटियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जीआईएस विशेषज्ञ आप लोगों को समझा सकते हैं कि आपके विश्लेषण में बहुत अधिक विश्वास है या नहीं आइए देखें कि जीआईएस में त्रुटियों के स्रोत क्या है पहला त्रुटि का स्रोत में डेटा में मौजूद त्रुटियां हैं सर्वेक्षण करते समय ज्यामितीय या स्थितिगत त्रुटियां हो सकती हैं स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में स्थितियों में त्रुटि हो सकती है और रिमोट सेंसिंग डेटा में वर्गीकरण त्रुटियां हो सकती हैं कभी कभी आपको कुछ संगठन संगठनों द्वारा तैयार भूमि उपयोग मानचित्र मिलता है अगर उन्होंने गलत वर्गीकरण किया है क्योंकि उपग्रह डेटा का उपयोग करके उस भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया गया है और यहाँ अगर गलत वर्गीकरण किया गया है तो इसका मतलब है कि इसकी जांच नहीं की गई है या इसका जमीनी सत्यापन नहीं हुआ है और वह डेटा यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो वह एक त्रुटि स्रोत डेटा है भूमि आंकड़ों का प्रतिचयन या भूमि नियंत्रण बिंदु जो कि इसका भूमि संदर्भित भाग है अगर भू संदर्भ गलत है इसका मतलब है स्थितिगत सटीकता का उपयोग किया गया है और इसलिए ये अंतर्निहित त्रुटियां हो सकती हैं जो भूमि पर डेटा एकत्र किए जाने के दौरान आयी होंगी जहाँ निर्देशांक ठीक से नहीं लिए गए होंगे या जब आपने माप लिया होगा मान लीजिए कोई एक कुएं में जलस्तर को माप रहा है यदि माप ठीक से नहीं लिया गया है तो डेटा में ये त्रुटि हमेशा के लिए में रहेगी तो ये त्रुटियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना है त्रुटि का दूसरा स्रोत डेटा इनपुट के दौरान होने वाली त्रुटियां अब जब आप जानते हैं कि इसका विस्तार किया गया है या एक विशेषताएँ बढ़ रही हैं उस समय ऐसी त्रुटियां आ सकती हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक अंकीयकरण त्रुटि संचालक गलतियों को परिशुद्धता के अनुसार कुछ अंकों तक सीमित कर देता है या फिर यदि स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन खराब है तो ये आपके डेटा में त्रुटियां लाएंगे एक तालिका में विशेषता डेटा प्रविष्टि करते समय इसमें मौजूद त्रुटियों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है यदि कोई गलत मान प्रविष्ट किया गया है या गलत नाम प्रविष्ट किया गया है तो वह त्रुटियां हमेशा बनी रहेंगी और हमें यह पता लगाना होगा कि क्या हम कभी भी उस त्रुटि का पता लगा लेते हैं इसका सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए और फिर अगले चरण में जाएँ रिमोट सेंसिंग डेटा में गलत बैंड की पहचान भी त्रुटियों का एक कारण है यह भी कभी कभी होता है क्योंकि इसके लिए बैंड की संख्या बढ़ जाती है ये शायद रिमोट सेंसिंग सेन्सर में सात या बीस या फिर तीस बैंड हो सकता है जिसे आपने चुना है वो एक ग़लत बैंड हो सकता और जब आप इन बैंडों के रंग से संरचना बनाते हैं जो शायद गलत है तो फिर अगर हम वर्गीकरण प्रयोजनों के लिए ऐसे रंग संरचना का उपयोग करते हैं तो आपका वर्गीकरण में त्रुटियां होंगी ही तो इस तरह की त्रुटियां भी हो सकती हैं तीसरे प्रकार की त्रुटियां कभी कभी या यह तब भी हो सकती हैं जब सीमित परिशुद्धता के कारण डेटा स्टोरेज में त्रुटियां एक प्रकार की गलतियों में से एक है जो लोग आमतौर पर करते हैं जब वे मूल रूप से विशेषता डेटा ला रहे हैं डेटा बेस में क्षेत्र के विशेषताओं को उजागर करने के लिए और यह विशेषता कि डेटा कितना सटीक होगा जब डेटा प्रतिशुद्धि आती है दशमलव के बाद दो स्थान या दशमलव के बाद चार स्थान तक और यदि आपके पास है दशमलव नहीं लिया है और बिना दशमलव स्थानों के इसे सरल रखा जाता है तब आप हैं आपके डेटा को कम कर रहे हैं इसके बाद आपके डेटा की शुद्धता कम हो जाएगी इसका कारण है सीमित प्रतिशुद्धता जिसके साथ निर्देशांक और संख्यात्मक डेटा संग्रहीत और प्रारूपित होते हैं जब हमने रास्टर से सदिश रूपांतरण या इसका विपरीत के बारे में चर्चा की थी तब मैंने यह उल्लेख किया है कि ये रूपांतरण वास्तव में पारदर्शी नहीं हैं इसका यहाँ क्या मतलब है क्या यह है कि जब आप एक मॉडल से दूसरे में परिवर्तित करते हैं या एक प्रारूप से दूसरे में तब आप कुछ त्रुटियों को शामिल कर रहे हैं आपको उस डेटा को जानना चाहिए जिसका आप उपयोग करने जा रहा है या अपने विश्लेषण में उपयोग कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे आया है चाहे वह रास्टर से सदिश रूपांतरण से आया हो या इसके विपरीत रूपांतरण से और इसमें किस तरह की त्रुटियां शामिल हैं इस तरह के रूपांतरण हमेशा डेटा में कुछ त्रुटियां लाएंगे उन त्रुटियों की हमने विस्तार से चर्चा की है जब हम सदिश से रास्टर या इसके विपरीत के रूपांतरण को देख रहे थे त्रुटियों की इस श्रेणी में चौथा है डेटा विश्लेषण और परिचालन में त्रुटियां यह मानचित्र आवरण के कारण त्रुटियों के प्रसार से हो सकता है जिसका स्रोत तर्क या समीकरण का गलत उपयोग है जीआईएस विश्लेषण भाग पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से आवरण और विश्लेषण के लिए वाक्यविन्यास या आदेशों को शामिल करते हुए मैंने यह भी उल्लेख किया था कि यदि आप गलत तरीके से कोष्ठक का उपयोग करेंगे तो कोष्ठक की स्थिति को बहुत सावधानी से उपयोग करना होगा अन्यथा गलत विश्लेषण आएगा यदि आपने उस समय का पता नहीं लगाया है तो वह त्रुटि आपके अंतिम आउट्पुट में आएगा और आपके परिणामों में विश्वास का स्तर बहुत कम होगा एक बार जब आप जटिल विश्लेषण या यौगिक तर्क या यौगिक वाक्यविन्यास कर रहे हैं तो इस गणना को एक चरण में करने से बेहतर है कि इसे चार टुकड़ों में किया जाए क्योंकि एक चरण की गड़ना या विश्लेषण के बाद आप त्रुटियों की जांच कर सकते हैं कम से कम एक चौथाई भाग की जांच हो जाएगी कि वह ठीक है फिर अगला भाग और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते बजाय इसके की हम जटिल समीकरण या वाक्य रचना का एक बार में विश्लेषण करें अब हम अंतर्वेशन से उत्पन्न त्रुटियों को देखेंगे क्योंकि अंतर्वेशन में हम आम तौर पर बिंदु डेटा का उपयोग करते हैं और हो सकता है इससे त्रुटि आ जाए क्योंकि विभिन्न अंतर्वेशन तकनीक यह अंतर्वेशन विभिन्न तरीकों से करें हालांकि आपने स्वयं ही वहां अंतर्वेशन किया है तो यह त्रुटियों की जांच करने का सही समय होगा और यदि आप संतुष्ट हैं तो आप आगे विश्लेषण के लिए उस डेटा का उपयोग करें ये ही सही है उपयुक्त अंतर्वेशन तकनीक हमेशा मदद करेगी तो एक बार मैंने इसका भी उल्लेख किया था जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सी अंतर्वेशन तकनीक डेटासेट के लिए उपयुक्त होगी जिसे विभिन्न अंतर्वेशन तकनीकों का उपयोग कर कुछ पुनरावृत्ति में या विश्लेषण करने के बाद भी पहचाना जा सकता है अंतर्वेशन में त्रुटियां शायद बहिर्वेशन के कारण भी आ सकती हैं और अंत में इस श्रेणी में डेटा आउट्पुट और इसके अनुप्रयोगों में त्रुटियां हैं उदाहरण के लिए कार्टोग्राफिक त्रुटि मानचित्र के किस मूल तत्व की वजह से आ सकता है आउट्पुट उपकरण का रिज़ॉल्यूशन अगर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था तो इसके बजाय कार्टोग्राफिक त्रुटि आउटपुट उपकरण की सीमाओं की वजह से आएगी डेटा उच्च रिज़ॉल्यूशन का हो सकता है लेकिन अगर आउट्पुट उपकरण खराब रिज़ॉल्यूशन का है तो यह डेटा की गुणवत्ता को घटाएगा और इससे त्रुटियां आ जाएँगी इसी तरह मैंने यह भी चर्चा की थी जब आप टीआईआईएफ प्रारूप डेटा और रास्टर छवि का उपयोग कर रहे हैं आप इसे उस जेपीईजी प्रारूप में परिवर्तित करते हैं तब भी आप कुछ त्रुटियों को शामिल कर रहे हैं और इससे छवि की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है त्रुटि के स्तर को न्यूनतम रखने के लिए इन चीजों को याद रखना होगा जीआईएस उत्पादों का गलत या अनुचित अनुप्रयोग हो सकता है क्योंकि जीआईएस एक सार्वभौमिक उपकरण नहीं है और शायद दुनिया में कोई भी सार्वभौमिक उपकरण मौजूद नहीं है ध्यान रखें कि रिमोट सेंसिंग भी सार्वभौमिक तकनीक नहीं है जीआईएस की सीमाएं हैं और ये मूल रूप से हमें यह बताता है कि जीआईएस हर जगह प्रयोग नहीं हो सकता है जैसे एल्गोरिदम को समझने के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता है और अगर हम जीआईएस का अनावश्यक उपयोग करेंगे तो यह ग़लत परिणाम लाएगा और इससे जीआईएस का नाम ख़राब होगा इस व्याख्यान का अगला भाग है मानचित्र के प्रमुख तत्व आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग विश्लेषण के बाद ऐसा मानचित्र बनाते हैं जिसमें सभी मूल तत्व नहीं होते हैं और फिर ऐसे में लोग सवाल करना शुरू करेंगे कि उत्तर दिशा किस तरफ़ है इसमें स्केल कितनी है कौन सा क्षेत्र किधर है इत्यादि सांकेतिका क्या है सांकेतिका की इकाई क्या है इत्यादि इन अभिन्यास या मानचित्र को अंतिम आउट्पुट रूप देते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया होगा आपका डेटा अत्यधिक विश्वसनीय हो सकता है क्योंकि आपने इतना सब कुछ इसपे खर्च किया है इस तरह का विश्लेषण बनाने के लिए बहुत सारा समय ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता है लेकिन अगर आप अच्छा आउट्पुट या मानचित्र नहीं बनाते हैं तो आप लगभग सब कुछ चूक जाएँगे इसलिए हमेशा इस दिशा में सोचना है कि प्रमुख तत्व क्या हैं जो आउट्पुट मानचित्र में होने चाहिए जब भी यह किसी माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि पीपीटी स्लाइड या प्रिंटआउट या वैसे भी तो यह पूर्ण और सटीक होना चाहिए चाहे आप किसी भी कार्टोग्राफिक शैली का अनुसरण कर रहे हों मानचित्रों में निम्नलिखित सामान्य तत्व होने चाहिए और जिन्हें हम कार्टोग्राफी के सुनहरे नियम मानते हैं जैसे प्रत्येक मानचित्र में हमेशा शीर्षक होना चाहिए यदि आप किसी एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशन कर रहे हैं तो भी इसका शीर्षक हो सकता है लेकिन आम तौर पर आप इसे अनुशीर्षक के साथ बनाया जाता है क्योंकि अगर किसी मानचित्र का शीर्षक नहीं है तो क्या होगा तब लोग पूछेंगे कि यह कैसा मानचित्र है इस मानचित्र से आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शीर्षक होना ही चाहिए और शीर्षक में वर्णों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए और क्योंकि यह स्पष्ट बात है कि शीर्षक वो पहली चीज़ है जिस पर लोग सबसे पहले ध्यान देंगे इसलिए आपको बड़े अक्षरों का चयन करना चाहिए उदाहरण के लिए किसी अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र क्योंकि अगर आपने पहले ही बता दिया है कि यह एक भूमि उपयोग मानचित्र है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह किस क्षेत्र का मानचित्र है शीर्षक में पर्याप्त और संक्षिप्त के साथ साथ सटीक जानकारी होनी चाहिए और यदि आप शीर्षक को एक बॉक्स रख सकते हैं तो यह बहुत अच्छा लगेगा यहाँ स्केल बहुत महत्वपूर्ण है और स्केल को किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के अनुपात में नहीं रखना चाहिए जो दो तरह के स्केल का समर्थन करता हो लेकिन यदि आप एक स्केल लिया है जो 1 50000 है और किसी ने मानचित्र का आकार बदल दिया है तब स्केल नहीं बदलेगा स्केल को दिखाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है इसको खड़ी लकीरों से दिखाना और आपको इसके साथ साथ स्केल की इकाई का भी उल्लेख करना चाहिए जब भी मानचित्र का आकार बदला जाता है या इसे उसी स्केल के अनुसार अनुमानित किया जाता है तदनुसार ये बढ़े हुए या कम हो जाएंगे और तब स्केल को लेकर कोई भ्रम नहीं होगा स्केल मानचित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसकी इकाई भी होनी चाहिए और अगर यह एक दूरी को प्रदर्शित कर रहा है तो हम इसे किलोमीटर मीटर या दूरी की किसी अन्य इकाई में रख सकते हैं अनुस्थिति आवश्यकताओं पर निर्भर करती है अगर यह है सामान्य है तो इसे प्रस्तुत करते समय उत्तर दिशा का उल्लेख किया जाना चाहिए और अगर उसे घुमा दिया गया है तब इस अनुस्थिति के अनुसार उत्तर दिशा दिखाई जानी चाहिए आमतौर पर लोग इन सभी प्रतीकों को दिखाने से बचते हैं लेकिन एक अच्छे सॉफ्टवेयर में अनुस्थिति के लिए उपकरण पहले से मौजूद होते हैं ये उपकरण मौजूद हैं आपको बस इन्हें उचित स्थानों पर इस्तेमाल करके उत्तर दिशा को दर्शाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपने मानचित्र को परिदृश्य में उपयुक्त रूप से दिखाने के लिए घुमाया है इसलिए आपको यह देखना होगा कि आपने मानचित्र में उत्तर दिशा को भी इसी के अनुसार घुमाया गया है और चौथा तत्व है मानचित्र की सीमा या एक स्पष्ट रेखा जो यह भी बताती है कि कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है अगर आपके पास कोई सीमा या स्पष्ट रेखा नहीं है तब यह ऐसा लगता है कि यह अधूरा है और इसलिए मानचित्र आउट्पुट के विषय में ये महत्वपूर्ण है और फिर पांचवां तत्व है सांकेतिका जो काफ़ी महत्वपूर्ण है मान लीजिए कि आपके पास एक मानचित्र आउट्पुट है जो कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल के रूप में है और अगर आपके पास सांकेतिक नहीं है तो किसी व्यक्ति को यह कैसे पता चलेगा कि इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल के भीतर मौजूद ऊंचाई की सीमाएं क्या है यदि आपके पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल हैं और इसमें ऊँचाई 0 से 1000 मीटर के बीच है तो इसमें नीचे की तरफ़ आप कोई भी रंग ले सकते जो 0 और 1000 को प्रदर्शित करेंगे और इसके अलावा माप की इकाई हमेशा संकेतिका के साथ होना चाहिए आप को यह याद रखना होगा कि ये संकेत होनी ही चाहिए यह इस पर निर्भर करता है कि ये किस तरह के मानचित्र हैं और तो संकेतिकाएँ बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए इनको आपको सरल हाई रखना चाहिए यदि उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है मूल्यों की दशमलव के बाद तीन या दो स्थानों तक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है उदाहरण के लिए पीएच मान आमतौर पर दशमलव के बाद केवल एक स्थान के लिए मापा जाता है लेकिन डेटा में परिशुद्धता की ग़लत व्याख्या के कारण के कारण आपके पास दशमलव के ये 2 या 3 स्थान तक जा सकता है अब इसका कोई अर्थ क्यों नहीं है क्योंकि परिशुद्धता की ग़लत व्याख्या के कारण आपके पास ऐसी स्तिथि होगी और यह अनावश्यक रूप से संकेतिका को अव्यवस्थित करेगी इसलिए यह बहुत सटीक बहुत संक्षिप्त और पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए अब मानचित्र की प्रतीति भी एक महत्वपूर्ण तत्व है अगर आपको कहीं से एक मानचित्र मिला है या आपको किसी और का मानचित्र उपयोग करना है तो आपको आवश्यकता अनुसार कुछ संशोधन करने होंगे और अगर आपने मानचित्र को खुद से तैयार किया है तब इसकी आवश्यकता नहीं है यह समझा जाता सकता है क्योंकि यह आपकी अपनी रचना है लेकिन अगर मैं एक ऐसा मानचित्र उपयोग कर रहा हूं जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने तैयार किया है तब मैं मानचित्र में कहीं पर इस स्रोत को लिख दूँगा की यह भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मानचित्र है या ये कोई अन्य प्रकाशक भी हो सकता जिससे मैंने मानचित्र लिया और उसे संशोधित कर उसका नवीनीकरण कर दिया है तब मैं इसे प्रकाशित करते समय स्रोत के बारे में लिख़ुंगा मानचित्र स्रोत का प्रतीति डेटा स्रोत को भी दिया जाना चाहिए और अगर यह रिमोट सेंसिंग डेटा है तो इसकी तारीख का भी उल्लेख करना होगा कि यह किस तारीख का रिमोट सेंसिंग डेटा है यह एक मानचित्र प्रस्तुति में पूर्णता लाता है और इसमें कुछ अन्य चीजें भी आ सकती हैं जैसे इसे किसने तैयार किया है इसे किस तारीख़ को तैयार किया गया था डेटा की तारीख क्या थी मानचित्र की तारीख़ और प्रक्षेपण की तारीख़ यदि आप किसी भिन्न प्रक्षेपण का अनुसरण कर रहे हैं जो सामान्य नहीं है तो आपको यह भी उल्लेख करना होगा जैसे कि यह यूटीएम प्रक्षेपण है या फिर यह पॉलीकोनिक प्रक्षेपण है या मारकेटर प्रक्षेपण इस तरह से मानचित्र में पूरी जानकारी होनी चाहिए लोकेटर मानचित्र या स्थानिक मानचित्र भी कभी कभी मुख्य रूप से प्रकाशनों में दिया जाता है और अन्य स्थानों पर जो भारत का मानचित्र है वह अब एक छोटे से अध्ययन क्षेत्र में है जिसका हिस्सा है उत्तराखंड बड़े मानचित्र एक इनसेट होना चाहिए यहां भारत का मानचित्र है और इसमें केवल सीमाओं को दिखाया गया है या ये भारत के विभिन्न राज्यों और उनके भीतर सीमा भी हो सकती है उत्तराखंड के भीतर जो भी आपका अध्ययन क्षेत्र वह शायद एक वर्ग आयताकार या परिपत्र हो सकता है यह इनसेट तात्कालिक जानकारी देगा कि वास्तव में अध्ययन क्षेत्र कहां स्थित है यह इनसेट मानचित्र बहुत आवश्यक है जब मैं सामान्यीकरण पर चर्चा कर रहा था तब मैंने ये बताया था तो अब यहाँ सामान्यीकरण लागू होगा क्योंकि ये भारत का वह मानचित्र जिसमे एक राज्य सीमा है जब इसे आप एक छोटे रूप में प्रस्तुत करेंगे इसका मतलब है कि इसे किसी छोटे पैमाने के लिए किया जा रहा है और यदि आप इसे बड़े पैमाने पर करते हैं या इसे बहुत उच्च रेसॉल्युशन पर डिजिटाइज़ कर रहे हैं तो अब आप इसे एक छोटे पैमाने के लिए उपयोग कर रहे हैं सामान्य तौर पर सामान्यीकरण के लिए उनकी सीमा या इन बहुभुजों के साथ छोटे विवरणों को कम करें और फिर आप प्रस्तुत करें अन्यथा उस मानचित्र का क्या होगा जो इनसेट मानचित्र या लोकेटर मानचित्र में अच्छा नहीं लगेगा कुल मिलाकर यह प्रभावी ग्राफिक डिजाइन है अगर आप इसे प्रकाशनों के लिए भेज रहे हैं तो रंगों की कोई सीमा नहीं है इसीलिए तब आपको उपयुक्त रंग चुनना चाहिए जब बहुत सारे रंगों के उपयोग से भी हमे बचाना चाहिए लेकिन यदि रंग प्रतिबंधित नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ रंगों का उपयोग आउट्पुट मानचित्र की कुछ चीजों को उजागर करने के लिए करना चाहिए यह व्यक्तिगत शैली पर निर्भर करता है अन्य चीजों में कई विस्तारित लेआउट मानक सॉफ़्टवेयर के साथ हमेशा उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग इस तरह के मानचित्र तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है यदि आप सिर्फ काले और सफेद रंग में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो हैचिंग और अन्य चीजों का उपयोग करें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि इस मानचित्र को ए ज़ीरो आकार के पन्ने पर प्रिंट कर सकते हैं और बाद में इसका प्रकाशन ए फोर आकार में आएगा जब यह कम हो जाता है तो एक ऐसा हैचिंग या पैटर्न चुनें जो विकृत नहीं होना चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि आपने उस मानचित्र क्यों को तैयार किया है जैसे कि यह मानचित्र किसके लिए उपयोगी होगा यदि यह एक आम आदमी के लिए है या किसी पर्यटक के लिए है तो मानचित्र पर बहुत अधिक जानकारी नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर यह किसी वैज्ञानिक उपयोग के लिए है फिर उस विशेष उद्देश्य के लिए शेष चीजों पर जोर देना चाहिए तो आपको अपने दिमाग में उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए और ये हमे इस प्रस्तुति के अंत में लाता है